कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है तो अब तक ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमें विभिन्न प्रकार की सेवा प्रिमिटिवस पर ध्यान दिया इसलिए वहां से अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस सभी सेवा को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं और एक पूर्ण एन्ड टू एन्ड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को कैसे विकसित कर सकते हैं इसलिए हम यहां कई सेवा के संयोजन को एक साथ देखते हैं और फिर हम टीसीपी प्रोटोकॉल के विवरण में विस्तृत रूप से जाएंगे इसलिए जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब भी आप इसे विशिष्ट अनुप्रयोग सेवा के साथ एप्लीकेशन लेयर के साथ जोड़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है इसलिए अब जब ट्रांसपोर्ट लेयर आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है तो यह एक काल्पनिक परिदृश्य में हो सकता है कि कोई एक मशीन हो जो एक अन्य मशीन के साथ संवाद करने की कोशिश कर रही है तो यह एक डेस्कटॉप D1 है यह एक और डेस्कटॉप D2 है जिसका हमने इंटरनेट पर संचार किया है तो यह मेरा इंटरनेट क्लाउड है और अन्य मशीनें हैं जो उपलब्ध हैं माना वह D3 और D4 हैं अब इस मशीन और एक एकल मशीन पर एक से अधिक एप्लीकेशन हो सकते हैं जो सभी एक साथ चल रहे हों माना कि यह A1 है यह A2 है यहाँ आप फिर से एक एप्लीकेशन A1 दूसरा एप्लीकेशन A2 चला रहे हैं यहाँ आप माना तीन एप्लीकेशन A1 A2 A3 चला रहे हैं यहां आप 1 एप्लिकेशन माना A4 चला रहे हैं इसलिए इस तरह से एक मशीन पर क्योंकि हम इस तरह के मल्टी टास्किंग पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं वहाँ कई ऐसे एप्लीकेशन हो सकते हैं जो सभी एक साथ चल रहे हों अब ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में यह एप्लीकेशन D1 D3 पर एप्लीकेशन 2 के साथ संचार करना चाहता है तो इन दोनों एप्लिकेशन को एक दूसरे के साथ संवाद करने की आवश्यकता है तो नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले इस मशीनों को विशिष्ट रूप से पहचानना होगा कि D1 और D3 संचार करना चाहते हैं और यह पर्याप्त नहीं है उसी समय आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि D1 पर एप्लीकेशन 1 D3 पर एप्लिकेशन 2 के साथ संवाद करना चाहता है तो D1 पर A3 D3 पर A2 के साथ संचार करना चाहता है इसलिए इन संचार पथ को स्थापित करने की आवश्यकता है तो यह सवाल आता है कि आप किसी मशीन की विशिष्ट पहचान कैसे करेंगे और फिर आप किसी मशीन के शीर्ष पर चल रहे एप्लिकेशन की विशिष्ट पहचान कैसे करेंगे इसलिए इस पर गौर करने के लिए हम यहां 2 अलग अलग पते का उपयोग करते हैं इसलिए हमारे पास नेटवर्क लेयर है नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मेरे पास एप्लीकेशन लेयर है और जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि यह हिस्सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर वे इन एंड टू एंड सेगमेंट को भेज रहा हैं इसलिए पैकेट नेटवर्क लेयर से गुजर रहे हैं लेकिन हम इन 2 ट्रांसपोर्ट लेयर यूनिट के बीच ट्रांसपोर्ट लेयर पाइप को लॉजिकल पाइप मान रहे हैं अब इन ट्रांसपोर्ट लेयर एंटिटी की पहचान करने के लिए हम इस पोर्ट नंबर का उपयोग करते हैं इसलिए पोर्ट नंबर विशिष्ट ट्रांसपोर्ट एंटिटी को किसी विशेष एप्लिकेशन में मैप करता है तो जिस उदाहरण के बारे में हम उस एप्लिकेशन 1 के बारे में D1 पर बात कर रहे हैं वह एप्लीकेशन 2 के साथ D3 पर बात करना चाहता है तो ये व्यक्तिगत एप्लीकेशन इस पोर्ट नंबर की मदद से नेटवर्क पर पहचाने जाते हैं इसी प्रकार व्यक्तिगत मशीनें नेटवर्क पर आईपी पते द्वारा पहचानी जाती हैं इसलिए हम इस नेटवर्क लेयर के साथ आईपी पते को जोड़ते हैं और हम ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ पोर्ट संख्या को जोड़ते हैं तो यह ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर यह इस सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का उपयोग करता है जो टीसीपी प्रोटोकॉल और एक यूडीपी प्रोटोकॉल के विवरणों को देखने पर दिखेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर पर आपको स्रोत पोर्ट संख्या और गंतव्य पोर्ट संख्या उपलब्ध कराना होगा तो यह स्रोत पोर्ट नंबर और गंतव्य पोर्ट नंबर विशिष्ट रूप से एप्लिकेशन की पहचान करेगा जो डेटा भेजने का प्रयास कर रहा है या जो डेटा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो यह पोर्ट नंबर की उपयोगिता है फिर इस ट्रांसपोर्ट लेयर के शीर्ष पर हम तार्किक अर्थात लॉजिकल रूप से एक पाइप को परिभाषित करते हैं इसलिए यह एक तार्किक पाइप है और आप इस तार्किक पाइप के शीर्ष पर सभी ट्रांसपोर्ट लेयर सेवाओं को लागू करना चाहते हैं तो यह उसी तरह है जैसे आप जिस टेलीफोन कॉल में हेल्लो कह रहे हैं इसलिए जब भी आप हैलो कहते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके संदेश को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है और जब भी आप कुछ कहते हैं जैसे कि हाय आप कैसे हैं तब आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं की आपको जवाब मिल रहा है या नहीं यदि आपको जवाब मिल रहा है कि नमस्ते मैं अच्छी तरह से हूं तो आप खुश हैं कि दूसरे छोर ने आपके संदेश को स्टोर कर लिया है यदि आपने कहा है कि हैलो आप कैसे हैं और आप कुछ 2 मिनट इंतजार करते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो फिर से आप कहेंगे कि हैलो आप सुन रहे हैं इसलिए वे प्रोटोकॉल हैं जो उस तरह के तार्किक चैनल हैं जिन्हें आप स्थापित कर रहे हैं अब आपके सभी संदेश जब भी आप कह रहे हैं जैसे हैलो आप कैसे हैं यह संदेश एक संकेत से जुड़ा हुआ है और फिर भौतिक तार पर स्थानांतरित किया गया है जो आपके टेलीफोन नेटवर्क को जोड़ने के लिए है इसलिए डेटा नेटवर्क में उसी तरह की चीजें होती हैं जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा भेजते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड को आश्वासन दे रहा है कि आप सिस्टम के दूसरे छोर और दूसरे छोर पर डेटा को सही तरीके से भेजने में सक्षम हैं सिस्टम डेटा को सही ढंग से प्राप्त कर रहा है क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं प्रोटोकॉल स्टैक की निचली लेयर नेटवर्क लेयर से शुरू होकर और नीचे वे अविश्वसनीय हैं इसलिए पैकेट वहां से ड्राप हो सकता है इसलिए क्योंकि पैकेट ट्रांसपोर्ट में वहां से ड्राप हो सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर वास्तव में समझ जाता है कि क्या पैकेट वहाँ से गिराया जा रहा है या नहीं और यदि पैकेट वहाँ से गिराया जा रहा है तो यह उस क्रम संख्या की मदद से पहचाना जाता है यदि पैकेट वहाँ से गिराया जा रहा हैतो आप उसी पाइप पर पैकेट को फिर से भेजते हैं तो 2 ट्रांसपोर्ट लेयर इकाई के बीच यहां अद्वितीय पाइप यह इस IP पते की मदद से पहचाना जाता है जो नेटवर्क लेयर पता है इसलिए नेटवर्क लेयर पर मेरे पास यह IP पता है और यहां मेरे पास पोर्ट नंबर है तो मेरे पास यह स्रोत IP है मेरे पास स्रोत पोर्ट है मेरे पास गंतव्य IP है मेरे पास गंतव्य पोर्ट है जो विशिष्ट रूप से इस पाइप की पहचान करता है लेकिन एक और बात याद रखें जो हमने पहले चर्चा किया है जैसे कि यदि सिस्टम दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह पुनरारंभ करने के लिए आपके पास एक प्रारंभिक अनुक्रम संख्या भी है और विलंबित डुप्लिकेट से बचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुक्रम संख्या प्रारंभिक अनुक्रम संख्या जो आप उत्पन्न कर रहे हैं यह पिछले कनेक्शन से निषिद्ध क्षेत्र के किसी भी क्रम संख्या का उपयोग नहीं कर रहा है जो समान स्रोत IP स्रोत पोर्ट गंतव्य पोर्ट गंतव्य पोर्ट जोड़ी का उपयोग कर रहा है इसलिए यही कारण है कि यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या स्रोत अनुक्रम संख्या और इस गंतव्य अनुक्रम संख्या वे भी इस तार्किक पाइप की विशिष्ट पहचान का हिस्सा बनते हैं इसलिए टीसीपी में या ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में टीसीपी तरह के ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में हम इस लॉजिकल पाइप की पहचान इस 6 ट्यूपल सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट सोर्स इनिशियल सीक्वेंस नंबर डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट और एक गंतव्य प्रारंभिक अनुक्रम संख्या की मदद से करते हैं अब हमें कुछ काल्पनिक मौलिक देखते हैं ताकि उपयोगकर्ता ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लिकेशन को लिख सके तो बात यह है कि यदि आपको फिर से याद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर नेटवर्क लेयर और फिर प्रोटोकॉल स्टैक की निचली परत का कार्यान्वयन है और यह हिस्सा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लागू होता है और यूजरस्पेस में आप अपना खुद का एप्लिकेशन लिख सकते हैं अब यदि आपका एप्लिकेशन कहता है कि आप चैट एप्लिकेशन का निर्माण कर रहे हैं और उस चैट एप्लिकेशन में यदि आप नेटवर्क पर डेटा भेजना चाहते हैं तो आपके एप्लिकेशन को सीधे इंटरफ़ेस या ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरैक्ट करने की आवश्यकता है अब जब भी आप कह रहे हैं कि आपको सीधे ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ निश्चित प्रिमिटिवस प्रदान करने चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर को सक्रिय कर पाएंगे और फिर डेटा को अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पर भेज सकेंगे उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रोटोकॉल स्टैक की अन्य निचली लायेरों द्वारा सब कुछ ध्यान रखा जाएगा लेकिन एप्लीकेशन लेयर से आपको उस विशिष्ट सेवा के लिए पूछना चाहिए जो आप ट्रांसपोर्ट लेयर से चाहते हैं उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमने अब तक सीखी गई विभिन्न सेवाओं का उपयोग करके पहले एक प्राक्कल्पनात्मक अर्थात ह्य्पोथेटिकल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने का प्रयास करतें हैं और उसके बाद टीसीपी प्रोटोकॉल को विस्तृत में देखेंगें तो उस तरह से टीसीपी को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो इस काल्पनिक प्रोटोकॉल को देखने के लिए हम एक क्लाइंट सर्वर के बारे में सोच रहे हैं इसलिए मेरे पास एक सर्वर है यह सर्वर कनेक्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार है फिर मेरे पास एक क्लाइंट है क्लाइंट सर्वर को कुछ संदेश भेज सकता है कुछ समय के लिए केवल एक काल्पनिक प्रोटोकॉल के बारे में सोचें जहां क्लाइंट सर्वर को हैलो सर्वर की तरह एक संदेश भेजेगा और सर्वर उस संदेश को सुनेगा और क्लाइंट को वापस जवाब देगा कि मैं ठीक हूं तो यह करने के लिए कि सर्वर को सुनने की स्थिति में होना चाहिए यह सुनने की स्थिति क्या है यहां सर्वर एक आने वाले कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो देखें कि मशीन सुनने की स्थिति में हा या नहीं यदि मशीन सुनने की स्थिती में नहीं है तो आप कनेक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे आप दुनिया में किसी भी मशीन के साथ यादृच्छिक ढंग से कनेक्शन शुरू नहीं कर पाएंगे मशीन को कनेक्शन स्वीकार करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है इसलिए जब भी आप कहते हैं कि सर्वर सुनने की स्थिति में है तो हम क्या सुनिश्चित कर रहे हैं हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सर्वर कुछ संदेश सुनने के लिए तैयार है तो शुरू में सर्वर सुनने की स्थिति में है तो हमारे पास कनेक्ट स्थिति हैं इसलिए क्लाइंट से कनेक्ट स्थिति में आप सर्वर को भेज रहे हैं और यह क्लाइंट है तो सर्वर सुनने की स्थिति में है अब क्लाइंट की तरफ से आप एक कनेक्ट कॉल कर रहे हैं जब भी आप एक कनेक्ट कॉल कर रहे हैं तो आप वास्तव में ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड कनेक्शन शुरू करने के लिए कह रहे हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर एक कनेक्शन शुरू करेगा तो अगर यह एक 3 वे हैण्डशेकिंग है जो हमने पहले सीखा है तो यह कनेक्शन शुरू करने के लिए 3 वे हैण्डशेकिंग का उपयोग करेगा फिर एक बार जब यह कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो आप अपने एप्लिकेशन प्रोग्राम से डेटा भेजने के लिए फ़ंक्शन को कॉल कर सकते हैं डेटा को संबंधित सर्वर पर भेज सकते हैं अब जब एक बार सर्वर को यह डेटा मिल जाता है इसलिए सर्वर को ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को स्वीकार करना होगा इसलिए यदि आपको याद हो कि पहले आरेख जैसे डेटा आएगा और डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर रिसीवर बफर पर प्रतीक्षा करता रहेगा और एप्लिकेशन से आपको उस ट्रांसपोर्ट लेयर बफर से डेटा प्राप्त करने के लिए कुछ फंक्शन कॉल करना होगा तो इसके लिए हमारे पास यह रिसीव कॉल है इसलिए सर्वर ट्रांसपोर्ट लेयर बफर से डेटा प्राप्त करने के लिए रिसीव कॉल करेगा अब इस तरह से आप उस हैलो संदेश को भेज सकते हैं और सर्वर कह सकता है कि मैं ठीक हूं सर्वर फिर से डेटा भेजने के लिए सेंड कॉल कर सकता है और इस तरह से यह कॉल चल सकती है इसलिए एक बार जब यह डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है तो आप इस विशेष कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्ट संदेश या डिस्कनेक्ट फ़ंक्शन कॉल भेजते हैं अब यहाँ दिलचस्प बात यह कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कॉल है तो एक ट्रांसपोर्ट लेयर में यदि आप ट्रांसपोर्ट लेयर सेवाओं को कनेक्शन स्थापित स्थिती के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी आप कोई कॉल कर रहे हों या कॉल रिसीव कर रहे हों आप कनेक्ट अवस्था में हों इसका मतलब है इससे पहले कि आप एक कॉल भेजें और एक कॉल प्राप्त करें आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सिस्टम ने पहले ही कनेक्शन स्थापित कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है एक कनेक्शन शुरू करने के लिए आपको इस तरह से कोड लिखना होगा कि यदि क्लाइंट सर्वर जुड़ा हुआ है तो मैं सिर्फ कुछ सूडो कोड लिख रहा हूं तो भेजो नहीं तो इंतज़ार करो तो यह है कि प्रेषक पक्ष पर ठीक है इसी तरह रिसीवर की तरफ से यह होगा यदि क्लाइंट सर्वर जुड़ा हुआ है तो एक कॉल प्राप्त करें अन्यथा कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा करें अब इस मामले में आप देख सकते हैं कि हर बार जब आप भेजने या प्राप्त करने के लिए कॉल करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि सिस्टम कनेक्टेड स्थिति में है इसलिए यदि केवल सिस्टम कनेक्टेड स्थिति में है तो केवल हम इस भेजने या प्राप्त करने के लिए कॉल कर पाएंगे तो उस तरह से यह विशेष मौलिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर को पाइप की स्थिति को याद रखने की आवश्यकता होती है पाइप तार्किक पाइप जिसे हमने पहले परिभाषित किया है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके इसलिए यदि आप कनेक्शन शुरू करने से पहले एक सेंड कॉल भेज रहे हैं तो वह कॉल वैध कॉल नहीं है तो हमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल की आवश्यकता है तो एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल से क्या मतलब है हर कनेक्शन के साथ आपको याद होगा कि उस विशेष पाइप की स्थिति क्या थी जिसके माध्यम से आप डेटा भेजने जा रहे हैं तो पहले आपको एक कनेक्शन शुरू करना होगा तो सिस्टम कनेक्ट स्थिति में है जो उदाहरण मैंने आपको दिया है कि क्लाइंट कनेक्ट स्थिति में है सर्वर सुनने की स्थिति में है आपने कनेक्शन अनुरोध भेजा है और कनेक्शन पावती प्राप्त की है दोनों ही स्थापित स्थिति में हैं स्थापित स्थिति का अर्थ है कि कनेक्शन स्थापित हो गया है तो आप डेटा भेज सकते हैं डेटा भेजने के लिए एक कॉल कर सकते हैं सर्वर डेटा प्राप्त करने के लिए एक कॉल प्राप्त कर सकता है भले ही उसके बाद कुछ सर्वर डेटा भेजना चाहते हैं सर्वर सेंड कॉल भेज सकता है और क्लाइंट रिसीव कॉल कर सकता है और एक बार जब यह हो जाता है तो आप इस विशेष अनुरोध को डिस्कनेक्ट करने के लिए एक डिस्कनेक्ट कॉल कर सकते हैं इसलिए यह स्थापित वह स्थिति है जिसे सर्वर और क्लाइंट को कॉल भेजने और प्राप्त कॉल करने से पहले याद रखने की आवश्यकता होती है तो इस पूरी बात को हम एक स्थिति संक्रमण आरेख के रूप में वर्णित कर सकते हैं तो यह इस ट्रांसपोर्ट लेयर की अवधारणा के साथ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जहां यदि आप ट्रांसपोर्ट लेयर सेवाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने पाइप की इस स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता है तार्किक पाइप जिसे आप ट्रांसपोर्ट लेयर के शीर्ष पर परिभाषित कर रहे हैं तो यह स्टेट ट्रांज़िशन डायग्राम आपको बताएगा कि किस संदेश के स्वागत पर आप एक स्थिति से दूसरे स्थिति में कैसे जा रहे हैं तो आइए हम इस उदाहरण को विवरण में देखें इसलिए शुरू में आप आइडियल अवस्था में हैं अब आइडियल अवस्था में हैं तो आप एक कनेक्ट कॉल करें इसलिए एक बार जब आपके पास कनेक्ट कॉल होता है तो यह ठोस रेखा क्लाइंट साइड होती है और यह डॉटेड लाइन सर्वर साइड होती है तो आपने एक कनेक्ट कॉल किया है इसलिए एक बार कनेक्ट कॉल करने के बाद उस समय आपने एक सक्रिय स्थापना की है सक्रिय स्थापना का मतलब है कि आपने कनेक्शन शुरू किया है इसी तरह सर्वर ने कनेक्शन अनुरोध खंड प्राप्त किया है इसलिए जब सर्वर को कनेक्शन अनुरोध खंड प्राप्त हो जाता है तो यह पैसिव इस्टैब्लिशमेंट स्टेट में होता है इसका मतलब है कि इसे एक कनेक्शन अनुरोध संदेश मिला है उसे कनेक्शन मौलिक को निष्पादित करने की आवश्यकता है इसका मतलब है अगर यह एक 3 वे हैण्डशेकिंग है तो यह 3 वे हैण्डशेकिंग को निष्पादित करता है अन्यथा यह पावती भेज देता है और यह स्थापित स्थिति में चला जाता है इसी प्रकार क्लाइंट जब इसे कनेक्शन स्वीकृत खंड प्राप्त होता है तो उसे यह कनेक्शन स्थापित सेगमेंट स्वीकृत सेगमेंट प्राप्त होता है और यह स्थापित स्थिति में चला जाता है और इस स्थापित स्थिति में जब भी आप स्थापित स्थिति में होते हैं तो आप डेटा प्रसारित करना शुरू कर सकते हैं अब स्थापित स्थिति से बाहर आने के लिए आपने चीजों को डिस्कनेक्ट कर दिया है फिर से यदि क्लाइंट डिस्कनेक्ट संदेश शुरू करता है तो क्लाइंट से कनेक्ट करें मौलिक को निष्पादित करें क्लाइंट द्वारा मौलिक को निष्पादित किए जाने के बाद क्लाइंट ने इसे निष्पादित किया है तो यह सक्रिय डिस्कनेक्ट है उसके बाद उसी तरह सर्वर साइड में सर्वर अगर यह डिस्कनेक्शन अनुरोध खंड प्राप्त करता है तो यह आइडियल डिसकनेक्ट की ओर बढ़ता है फिर एक बार जब यह डिस्कनेक्ट प्रिमिटिवस को निष्पादित करता है पावती भेजता है सर्वर आइडियल अवस्था में चला जाता है इसी तरह जब क्लाइंट को सर्वर से यह डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट मिलती है जो उसके रिक्वेस्ट को पावती देता है और वह आइडियल अवस्था में चला जाता है तो इस तरह से यह क्लाइंट इस कनेक्शन का मौलिक निष्पादित करके यह स्थापित स्थिति में चला जाता है सर्वर स्थापित स्थिति में चला जाता है और आप डिस्कनेक्ट किए गए मौलिक को निष्पादित करते हैं और फिर से आइडियल अवस्था में चले जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह स्थिति परिवर्तन कुछ संदेश भेजकर या कुछ संदेश प्राप्त करके शुरू किए जाते हैं और जब भी आप एक उचित स्थिति में होते हैं तो केवल आपको आगे कार्य करने की अनुमति होती है उदाहरण के लिए जब भी आप स्थापित अवस्था में होते हैं तब केवल आप ही सेंड और रिसीव कॉल को अंजाम देने में सक्षम होते हैं अन्यथा आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं होती है ठीक है इसलिए यह सर्वर साइड है और यह क्लाइंट साइड है जिस पर हमने चर्चा की है इसलिए अब तक की ट्रांसपोर्ट लेयर के संदर्भ में मैंने इस शब्द सेगमेंट पैकेट फ्रेम इंटरचेंज का हर जगह उपयोग किया है यह इंगित करने के लिए कि एक नेटवर्क पैकेट जो लिंक पर जा रहा है लेकिन तकनीकी रूप से हम सेगमेंट फ्रेम और पैकेट के बीच अंतर करते हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर में सामान्य रूप से आप जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसे एक खंड कहा जाता है तो खंड ट्रांसपोर्ट लेयर पर अवधारणा है अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक सेगमेंट प्राप्त करने के बाद आप ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट हेडर को जोड़ते हैं और इसे उस लोअर लेयर तक पहुंचाते हैं जो नेटवर्क लेयर है तो यह पूरी चीज जिसे आप नेटवर्क लेयर पर भेज रहे हैं वह नेटवर्क लेयर पेलोड बन जाता है और नेटवर्क लेयर में इस कॉन्सेप्ट को हम पैकेट कहते हैं इसलिए पैकेट शब्द का उपयोग आम तौर पर नेटवर्क लेयर पर प्रिमिटिव को दर्शाने के लिए किया जाता है इसके साथ ही आप पैकेट हेडर को अपनाते हैं और इस पूरी चीज़ को डेटा लिंक लेयर पर भेजते हैं डेटा लिंक लेयर में यह पूरी चीज़ जो आपको नेटवर्क लेयर से प्राप्त हो रही है जिसे फ्रेम के रूप में कहा जाता है इसलिए यह फ़्रेम पेलोड है डेटा लिंक लेयर पर आप फ़्रेम पेलोड के साथ फ़्रेम हेडर को जोड़ते हैं और इसे फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए फिजिकल लेयर पर भेजते हैं तो सेगमेंट का उपयोग ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा प्रिमिटिवस जिसे हम सेगमेंट के रूप में कहते हैं नेटवर्क लेयर में डेटा प्रिमिटिवस को हम एक पैकेट के रूप में या यूडीपी के सम्बन्ध में एक डेटा ग्राम कहते हैं और फिर डेटा लिंक लेयर पर हम इसे एक फ्रेम कहते हैं इसलिए अब तक आपने इंटरचेंज शब्द का उपयोग किया है क्योंकि यह शब्दावली आपको परिभाषित नहीं की गई है लेकिन अब जब भी हम प्रोटोकॉल स्टैक की एक विशेष लेयर पर होते हैं तब हम इस शब्दावली का उपयोग करेंगे फ्लो कंट्रोल के संदर्भ में मैंने शब्द फ़्रेम और सेगमेंट का परस्पर उपयोग किया है क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि फ्लो कंट्रोल की यह अवधारणा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ डेटा लिंक लेयर पर भी है तो प्रवाह नियंत्रण को खंड के शीर्ष पर निष्पादित किया जाता है और साथ ही इसे फ्रेम के शीर्ष पर निष्पादित किया जाता है इसलिए हमें वहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए लेकिन अन्य प्रिमिटिवस के लिए इस उचित शब्द का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो वहां है अब हम इस पूरी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस फ़्लो को सभी सर्विस प्रिमिटिवस को मिला कर देखते हैं जो हमने सीखी है तो शुरू में आपको यह कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता होती है तो यह कनेक्शन स्थापना यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन करके एक कनेक्शन शुरू करता है और जब भी आप प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का चयन करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि यह प्रारंभिक अनुक्रम संख्या समान स्रोत आईपी स्रोत पोर्ट गंतव्य आईपी गंतव्य पोर्ट जोड़ी के बीच पिछले कनेक्शन के निषिद्ध क्षेत्र के भीतर नहीं आती हो और यही कारण है कि हम अनुक्रम संख्या को इन एन्ड टू एन्ड प्रकार की पहचान करने के एक भाग के रूप में शामिल करते हैं जिसे हम आम तौर पर यूनिक्स के संदर्भ में सॉकेट कहते हैं बाद में हम एक सॉकेट के शीर्ष पर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे यह देखेंगे तो इसी तार्किक पाइप को सॉकेट कहा जाता है इसलिए हम विशिष्ट रूप से एक साथ कनेक्शन की पहचान और सॉकेट को पहचानने के लिए इन 6 टुपल्स स्रोत आईपी स्रोत पोर्ट स्रोत प्रारंभिक अनुक्रम संख्या गंतव्य आईपी गंतव्य पोर्ट और गंतव्य प्रारंभिक क्रम संख्या का उपयोग करते हैं फिर प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता आता है एक बार जब आपने इन प्रारंभिक अनुक्रम संख्या को सेट कर लिया है तो उस प्रारंभिक अनुक्रम संख्या का उपयोग आपके ARQ प्रोटोकॉल की मदद से प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आगे किया जाएगा इसलिए यह ARQ प्रोटोकॉल यह प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है इसलिए प्रेषक रिसीवर दर से अधिक दर पर डेटा नहीं भेजेगा साथ ही साथ भीड़भाड़ नियंत्रण संभावना में हमने देखा है कि प्रेषक दर नेटवर्क समर्थित दर से न्यूनतम होनी चाहिए इसका मतलब है कंजेशन रेट और रिसीवर रेट फिर अनुक्रम संख्या वे एक बाइट अनुक्रम संख्या के लिए प्रत्येक बाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं या यदि आप तय आकार के पैकेट के साथ पैकेट अनुक्रम संख्या के साथ एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं तो यह अनुक्रम संख्या विशिष्ट रूप से एक पैकेट की पहचान करेगा और संचार के हिस्से में एक नुकसान की पहचान करेगा जिसे प्रवाह आधारित नियंत्रण प्रणाली में पुन प्रवेश के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है तो आप उसी कनेक्शन पर पैकेट को फिर से प्रसारित करने के लिए एक रिट्रांसमिशन करते हैं फिर हमारे पास भीड़ नियंत्रण होता है भीड़ नियंत्रण एक बार जब भीड़ का पता चला है तब यह संचरण दर को कम कर देता है इसलिए हमने देखा है कि मैं जिस प्रेषक दर पर यह लिख रहा हूं वह नेटवर्क दर और आपके रिसीवर की दर से न्यूनतम है तो यह रिसीवर दर एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्तिगत पावती के साथ रिसीवर द्वारा विज्ञापित की जाती है और यह नेटवर्क दर विचार यह है आप यह AIMD प्रोटोकॉल एडिटिव इनक्रिज मल्टिप्लिकेटिव डिक्रीज़ प्रोटोकॉल लागू करते हैं दोनों दक्षता और स्वंत्रता एक साथ सुनिश्चित करने के लिए और AIMD प्रोटोकॉल की मदद से आप कंजेस्शन कंट्रोल के मामले में क्या करते हैं आप धीरे धीरे दर बढ़ाते हैं और आप देखते हैं कि यह दर संतृप्त हो जाएगी जब यह रिसीवर दर पर पहुंच जाएगी इसलिए आदर्श रूप से मैं एक उचित आरेख बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए इसलिए शुरू में आप बढ़ाते हैं कि मैं समय के संबंध में हूं मैं कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म के लिए प्रेषक दर का आलेखन कर रहा हूं तो शुरू में जो प्रेषक दर को बढ़ाते हैं इसलिए मेरा सूत्र यह है कि प्रेषक दर न्यूनतम नेटवर्क दर और रिसीवर दर के बराबर है तो शुरू में आप नेटवर्क दर को बहुत कम दर के साथ शुरू करते हैं मान लेते हैं कुछ 1 केबीपीएस हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश करें इसलिए जब भी आप इसे बढ़ा रहे हैं तो न्यूनतम नेटवर्क दर बन रहा है उसके बाद जब नेटवर्क दर रिसीवर दर से अधिक हो जाएगी तो यह यहां संतृप्त हो जाएगा इसलिए यह मेरा रिसीवर विज्ञापित दर है तो एक बार जब आप एक पैकेट लॉस का अनुभव कर रहे हैं तो आप यहां एक पैकेट नुकसान का सामना कर रहे हैं इसलिए एक बार जब आप एक पैकेट नुकसान का सामना कर रहे हैं तो आप इस AIMD अवधारणा को लागू करते हैं वृद्धि दर को फिर से गिराने के लिए गुणात्मक कमी अवधारणा को बढ़ाते हैं और नेटवर्क दर वृद्धि इस प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू करते हैं इस बिंदु पर यदि रिसीवर कुछ अलग दर का विज्ञापन करता है तो वह यहां संतृप्त हो जाएगा उसके बाद यदि नेटवर्क फिर से विज्ञापन करता है तो वह उच्च दर का समर्थन कर सकता है आप इसे फिर से नेटवर्क दर के आधार पर बढ़ाना शुरू करते हैं जब तक रिसीवर की दर के आधार पर यहां संतृप्त ना हो जाएं रिसीवर रेट के आधार पर और फिर यह फिर से बढ़ जाता है और कभी ही अगर पैकेट नुकसान का पता लगाने के साथ नुकसान की मदद से एक भीड़ का पता चलता है तो आप फिर से दर कम कर देते हैं तो इस तरह से प्रेषक की दर धीरे धीरे एक ट्रांसपोर्ट लेयर में बढ़ जाती है और यह आपको भीड़ को संभालने के साथ साथ प्रवाह को एक साथ संभालने में मदद करता है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म है और कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम एक साथ युग्मित हैं इसलिए यह कंजेस्शन कंट्रोल एक बार जमाव का पता लगाने के बाद संचरण दर को कम कर देता है और जैसा कि आपने देखा है कि यह एन्ड टू एन्ड डेटा वितरण के लिए प्रदर्शन में सुधार करता है इसलिए गतिशील रूप से इस दर के आधार पर आप डेटा भेजना शुरू करते हैं डेटा प्राप्त करने के लिए अन्य छोर पावती भेजते हैं और तदनुसार उसे प्रक्रिया करते हैं और एक बार जब आप कनेक्शन बंद करना चाहते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा तब आप इस कनेक्शन को बंद करने का प्रिमिटिवस चलाते हैं कि कनेक्शन को बंद करें जब डेटा ट्रांसमिशन पूरा हो गया है और जैसा कि हमने पहले देखा है कि हालांकि अतुल्यकालिक अर्थात एसिन्क्रोनस क्लोजर अच्छा है लेकिन असंबद्ध क्लोजर अविश्वसनीय चैनल के साथ वितरित सिस्टम में लागू करना संभव नहीं है तो हम टाइमआउट के साथ संबद्ध क्लोजर के साथ इसलिए यह सब ट्रांसपोर्ट लेयर की मूल सेवा प्रधानता के बारे में है अगली कक्षा में हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी प्रोटोकॉल को विस्तृत में देखना शुरू करेंगे जो नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो यातायात का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक वैश्विक इंटरनेट इस टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है इसलिए टीसीपी प्रोटोकॉल को विस्तृत में देखेंगे जो एक व्यापक रूप से स्वीकृत ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है इस क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद